यहाँ मैं चौथे असाइनमेंट कार्य में प्रश्नों पर चर्चा करूँगा यानी नोडल विश्लेषण पर यूनिट 7 और 8 पर असाइनमेंट अब यहां पहला प्रश्न आपको एक सर्किट दिया गया है और नोडल विश्लेषण के लिए चालन मैट्रिक्स निर्धारित करने के लिए कहें तो यह नोडल विश्लेषण के लिए सबसे आसान मामले हैं हमारे पास केवल प्रतिरोधक और स्वतंत्र वर्तमान स्रोत हैं और चार नोड हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और संदर्भ नोड आपको पहले ही दिया जा चुका है इन नोड्स की संख्या 1 2 3 है ऐसा इसलिए है ताकि आप प्रविष्टियों को सही क्रम में रखें और हमारे लिए उत्तरों की जांच करना आसान हो जाए मैं नोडल विश्लेषण समीकरण स्थापित करूंगा हमारे पास जीवी बराबर है I सभी के सामान्य अर्थ के साथ आइए हम तीन नोड्स से शुरू करें हमारे पास नोड 1 नोड 2 नोड 3 है इसलिए यदि हम नोड 1 को देखते हैं चालकता उस नोड पर है जो यहां आधा मिलीसीमेन और 1 मिलीसीमेन है हो सकता है कि सभी प्रतिरोध मूल्यों को चालकता में परिवर्तित करना उपयोगी हो यह आधा है यह आधा आधा और आधा भी है जबकि यह 1 और 1 मिलीसीमेंस है तो इन दोनों का योग 15 मिलीसीमेंस है फिर नोड्स 1 और 2 के बीच जो प्रविष्टि G 1 2 से मेल खाती है हमारे पास 1 मिलीसीमेन हैं और आप जानते हैं कि जो प्रतीत होता है वह उस चालन का नकारात्मक है और नोड्स 1 और 3 के बीच कोई चालन सीधे जुड़ा नहीं है तो हमारे पास 0 होगा फिर दूसरे नोड समीकरण पर आ रहा है नोट 2 पर चालन का योग 1 1 आधा है इसलिए हमारे पास 25 मिलीसीमेंस हैं और नोड्स 1 और 2 के बीच हमारे पास यह 1 मिलीसीमेन जुड़ा हुआ है इसलिए यह 1 है मिलीसीमेन आप पहले से ही जानते हैं कि इस विशेष मामले के लिए इसे सममित होना चाहिए तो यह 1 और यह 1 ये दोनों बराबर हैं जो इस मैट्रिक्स के सममित होने के लिए आवश्यक है और आपके पास फिर से 2 और 3 नोड होंगे 1 मिलीसीमेंस अंत में यदि आप नोड 3 पर आते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास आधा और आधा और 1 है तो कुल 2 मिलीसीमेन्स और नोड्स 2 और 3 के बीच हमारे पास 1 मिलीसीमेन है जो इसमें 1 के रूप में दिखाई देता है और हमारे पास वहाँ पर 0 है तो यह × अज्ञात वेक्टर जो निश्चित रूप सेV 1 V 2 V 3 V 1 है वहां वोल्टेज है V 2 वहां वोल्टेज है और V 3 वहां वोल्टेज है वे संदर्भ नोड के संबंध में नोड वोल्टेज हैं और यह पूरी बात बराबर है हमें प्रत्येक नोड में धकेलने वाले स्वतंत्र वर्तमान स्रोतों की गणना करनी होगी हम नोड 1 को देखते हैं आपके पास 2 मिलिअम्प्स धक्का दे रहा है और नोड 2 में आपके पास 4 मिलिअम्प्स खींचे जा रहे हैं अंत में 4 मिलिअम्प्स धक्का दिया गया है नोड 3 में हमारे पास 8 मिलिअम्प्स बाहर निकाला जा रहा है जिसका अर्थ है 8 मिलिअम्प्स धक्का दिया तो ये नोडल विश्लेषण समीकरण हैं और आप इसे हल करके सर्किट में V 1 V 2 V 3 और बाकी सब कुछ पा सकते हैं बेशक इस विशेष प्रश्न में आप जो मांगते हैं वह सिर्फ G मैट्रिक्स है आपको इसे दर्ज करना चाहिए और स्वरूपण रीसेट की तरह है तो आपको इसे इस तरह दर्ज करना होगा आपको उत्तर के लिए कुछ जगह दी जाती है और हमारे पास तीन पंक्तियों के लिए तीन पंक्तियाँ नोड मैट्रिक्स हैं और मैट्रिक्स प्रविष्टियाँ एक दशमलव स्थान पर गोल होनी चाहिए जब एक दशमलव स्थान हो और पूर्णांक के रूप में छोड़ दिया जाए जब यह एक पूर्णांक है तो और इकाइयाँ निश्चित रूप से मिलीसीमेंस के रूप में दी गई हैं इसलिए 15 1 और हमारे पास 0 1 25 और 1 0 1 और 2 है इसलिए इस स्थान में यही दर्ज किया जाना है तो दूसरे प्रश्न पर आते हैं यह पहले प्रश्न का अनुवर्ती है पहला प्रश्न आपसे केवल चालन मैट्रिक्स स्थापित करने के लिए कहा जाता है यहां आपको नोडल समीकरणों को हल करना चाहिए और आपसे नोड 1 पर वोल्टेज के लिए कहा जाता है जो मूल रूप से V 1 है तो आपको इस मैट्रिक्स को उल्टा करना होगा और फिर उत्तर का पता लगाना होगा आप जानते हैं कि V 1 V 2 V 3 G के इनवर्स × I इनवर्स के बराबर होगा उस G मैट्रिक्स स्थानांतरण का प्रतिलोम 1 बटा 16 किलो Ω × 16 8 4 8 12 6 4 6 11 होगा तो यह मूल रूप से 1 बटा 16 किलो है यह सभी जी मैट्रिक्स प्रविष्टियों के मिलिसिएमेंस में होने से आता है और फिर आपको यह मैट्रिक्स मिलता है और आपको वर्तमान स्रोत वेक्टर के साथ गुणा करना होगा जो 2 4 और 8 है और मैं करूंगा इस 1 मिलिअम्प्स को सामान्य कारक के रूप में लें तो यह 1 मिलिअम्प्स इस 1 किलो से गुणा करके आपको 1 वोल्ट देता है और आपके पास वोल्ट की इकाइयों के साथ बस संख्याएँ बची हैं और यदि आप इन दो मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो आपको पहली पंक्ति मिलेगी 32 और दूसरी पंक्ति होगा 80 तीसरी पंक्ति होगी 104 तो इतने वोल्ट बेशक केवल वी 1 के लिए पूछें इसलिए वी 1 है 32 गुणा 16 वोल्ट है 2 वोल्ट अब आप जो कर सकते हैं वह यह है कि आप इस सर्किट पर वापस जा सकते हैं और सुपरपोजिशन द्वारा सब कुछ का मूल्यांकन कर सकते हैं और सत्यापित कर सकते हैं कि आपको वही उत्तर मिला है सबसे पहले यह आपको विश्वास दिलाएगा कि आपका उत्तर सही है यह आपको अतिरिक्त सर्किट विश्लेषण अभ्यास भी देता है तीसरे प्रश्न पर आते हैं आपको फिर से नोडल विश्लेषण समीकरण स्थापित करने के लिए कहा जाता है इस मामले में हमारे पास यह वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत है तो मैं फिर से नोड 1 नोड 2 नोड 3 के लिए समीकरण स्थापित करना शुरू करता हूं पहले नोड पर हमारे पास चालन का योग है जो 15 मिलीसीमेंस है और नोड 1 और 2 1 मिलीसीमेंस के बीच नोड 1 और 3 कुछ भी नहीं नोड 3 से जुड़े इस नियंत्रण स्रोतों को भी याद रखें इसलिए नोड 3 के लिए केवल समीकरण प्रभावित होंगे इसके द्वारा इसका शेष भाग वही रहता है और यदि आप ध्यान दें तो यह परिपथ ठीक वैसा ही था जैसा कि पिछले प्रश्न में था और हमारे पास 1 मिलीसीमेन कुल चालन 25 मिलीसीमेन और 1 मिलीसीमेन है अब यहाँ यदि हम निश्चित रूप से नोड 3 से बहने वाली धारा को देखते हैं तो आपके पास वहाँ पर चालन है लेकिन आपके पास यह वोल्टेज नियंत्रित करंट सोर्स भी है और यह V x और कुछ नहीं V 1 V 2 है क्योंकि आपके पास V 1 V 2 को गुणा करने पर 1 मिलीसीमेंस है V 1 और के अनुरूप कॉलम में 1 मिलीसीमेंस जुड़ जाएगा 1 मिलीसीमेन से V 2 के अनुरूप तो हमारे पास वहां पर 2 मिलीसीमेन्स होंगे और सामान्य रूप से नोड 2 और 3 के बीच क्योंकि 1 मिलीसीमेन्स ऑफ कंडक्टेंस हमारे पास होता 1 और हमारे पास यह अतिरिक्त 1 तो यह बन जाता है 2 मिलीसीमेंस और वी 1 के लिए यह मूल रूप से 0 था यह 1 मिलीसीमेंस हो जाता है बेशक हमारे पास अज्ञात वोल्टेज वेक्टर 07 मिलीमीटर के बराबर है जो १४ मिलीमीटर में धकेला गया है और 28 मिली एम्पीयर भी अंदर धकेला गया है और यह उत्तर जी मैट्रिक्स के अनुरूप होना चाहिए और यह वैसा ही करता है जैसा मैंने यहां दिखाया है यह समस्या फिर से पिछली समस्या के समाधान को संदर्भित करती है यह पता चला है कि यदि आप जी मैट्रिक्स के व्युत्क्रम की गणना करते हैं तो आपको मैट्रिक्स में 1 बटा 7 किलो × ये नंबर मिलेंगे और आपके अंदर 07 14 और 28 मिली एम्पीयर होंगे फिर से मिली एम्पीयर × किलो आपको वोल्ट देता है और यह उत्तर निकलता है ये वोल्टेज 22 26 और 092 वोल्ट हो जाते हैं आपसे नोड 1 पर वोल्टेज के लिए कहा जाता है जो कि आपके पास 22 वोल्ट है अब हमारे पास वर्तमान स्रोतों के विभिन्न मूल्यों के साथ एक ही सर्किट है और पिछली समस्या की तरह वोल्टेज नियंत्रित वर्तमान स्रोत के बजाय हमारे पास वर्तमान नियंत्रित वर्तमान स्रोत भी है अब यह नोड 3 से जुड़ा है इसलिए यह केवल नोड 3 के समीकरण को प्रभावित करेगा हम अन्य नोड्स से जुड़े चालन और चालन के योग को देखकर पहले की तरह नोड्स 1 और 2 के लिए एक बार लिख सकते हैं सर्किट है वही तो पहली दो पंक्तियाँ वही रहेंगी अब यहाँ यदि आप केवल चालन को देखते हैं और नियंत्रण स्रोत को अनदेखा करते हैं तो हमारे पास ये प्रविष्टियाँ होंगी 0 1 मिलीसीमेन और 2 मिलीसीमेन इस नियंत्रण स्रोत के कारण यह दो × I x है और I x इस दिशा में है तो I x स्वयं V 2 V 1 × 1 मिलीसीमेंस होगा तो यह 2 मिलीसीमेंस × वी 2 वी 1 हो जाता है इसलिए 2 मिलीसीमेन्स को दूसरे कॉलम में जोड़ा जाता है जो कि 2 और 2 मिलीसीमेंस के साथ पहले कॉलम में वी 1 के अनुरूप होता है तो हमारे पास 2 मिलीसीमेंस और 2 मिलीसीमेंस हैं जो नियंत्रण स्रोत के योगदान हैं तो तीसरी पंक्ति होगी 2 मिलीसीमेंस 1 मिलीसीमेंस और 2 मिलीसीमेंस और यह × वी 1 वी 2 वी 3 पुश किए जा रहे वर्तमान स्रोतों के बराबर होगी जिसमें एक मिलीएम्प 2 मिली amp और 3 मिली amp हैं और निश्चित रूप से नोडल विश्लेषण मैट्रिक्स यह जो कुछ भी अंदर है उससे मेल खाता है यह प्रश्न हमें केवल मैट्रिक्स को उल्टा करना है और इसके लिए हल करना है इस मामले में आपसे दूसरे नोड नोड 2 पर वोल्टेज के लिए कहा जाता है लेकिन निश्चित रूप से यदि आप उस अज्ञात वेक्टर के लिए हल करते हैं तो हमारे पास सभी होंगे मात्रा जो आप चाहते हैं हम मैट्रिक्स के व्युत्क्रम की गणना करते हैं यह निश्चित रूप से किलो की इकाइयों के साथ मैं इसे इस तरफ रखूंगा 1 किलो Ω × पूरी बात है और वर्तमान स्रोत वेक्टर 1 मिली amp 2 मिली amp है और 3 मिली amp और यह आपको 1 वोल्ट 05 वोल्ट और 225 वोल्ट का स्थानांतरण देता है आपसे वोल्टेज और नोड 2 के लिए कहा जाता है जो कि एक है इसलिए उत्तर 05 है यहां हमारे पास फिर से एक स्वतंत्र वोल्टेज स्रोत के साथ एक सर्किट है तो इसका मतलब है कि हमें सुपर नोड का उपयोग करना होगा हमें नोड्स 2 और 2 को एक सुपर नोड में जोड़ना होगा तो नोड 1 के लिए हमारे पास सामान्य सामान है जो 15 मिलीसीमेंस है 1 मिलीसीमेंस और 0 नोड 2 के लिए कुल चालन 15 है नोड 3 से उपकरण चालन 1 है नोड 2 पर कुल चालन 15 मिलीसीमेंस नोड 3 पर है हमारे पास सुपर नोड से कुछ अन्य नोड्स में केवल एक चालन है वह है 1 मिलीसीमेंस चालन इसलिए हमारे पास 1 मिलीसीमेन वहां पर है निश्चित रूप से दाईं ओर हमारे पास वर्तमान स्रोत को पहले नोड में धकेला जाएगा जो कि 11 मिली एम्पीयर है और दूसरे में इसमें कुल करंट को सुपर नोड में धकेला जाना चाहिए जो है 4 18 22 मिली एम्पीयर और अंत में हमारे पास वोल्टेज स्रोत के लिए समीकरण है जो कि वी 2 वी 3 11 वोल्ट के बराबर है तो1 1 ० और यहाँ हमारे पास ११ वोल्ट होंगे ध्यान दें कि इस मैट्रिक्स में अब सभी प्रविष्टियाँ नहीं हैं चालन है तो इसमें कुछ उच्च दुल्हन सामान हैं जो मिलिसिएमेंस में हैं और ये कम आयामी हैं इसी तरह सोर्स वेक्टर में करंट और वोल्टेज होते हैं अब इस मामले में आपसे एक विशेष फॉर्मेट में मैट्रिक्स के लिए कहा जाता है जो कि चालकता मिलीसीमेंस होनी चाहिए और वहां आयामहीन मात्रा पूछी जानी चाहिए तो उत्तर 15 1 0 1 15 1 1 1 0 है तो यह वही है जो आपको वहाँ पर होना चाहिए यह पिछले सर्किट के समाधान पर आधारित है जी मैट्रिक्स ट्रांसफर का व्युत्क्रम 1 बटा 11 × 10 किलो Ω 4 किलो 44 किलो Ω 6 किलो 64 किलो 6 किलो और 5है यह है जी व्युत्क्रम और क्योंकि जी मैट्रिक्स में इन प्रविष्टियों का कंडक्टैंस और आकार था G उलटा भी समान है और इकाइयों और संख्याओं को सुसंगत रखने के लिए इन मैट्रिक्स के व्युत्क्रम की गणना करते समय बहुत सावधान रहें और हमारे पास स्रोत वेक्टर था जो 11 मिली amp 22 मिली amp और 11 वोल्ट है और आप सभी मात्राओं की गणना कर सकते हैं यह स्थानांतरण 6 2 और 13 वोल्ट है जो आप वोल्टेज और नोड 3 के लिए पूछते हैं जो कि एक है इसलिए उत्तर है 13 हम आखिरी समस्या पर आते हैं हमारे पास इसमें वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत है और आपको बस इसके लिए हल करने के लिए कहा जाता है और निश्चित रूप से नोड 3 पर वोल्टेज का मान देने के लिए कहा जाता है आप इसे कई तरह से सुपरपोजिशन या नोडल विश्लेषण कर सकते हैं में इस अभ्यास में यह निहित है कि आप इसे नोडल विश्लेषण द्वारा करेंगे लेकिन निश्चित रूप से आप एक ही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और इसे किसी अन्य तरीके से कर सकते हैं मैं फिर से स्थापित नोडल विश्लेषण दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास वोल्टेज स्रोत है हमें नोड्स 2 और 3 को सुपर नोड में जोड़ना होगा और सेट अप इस तरह दिखता है 15 मिलीसीमेंस 1 मिलीसीमेंस और 0 जो नोड 1 के लिए है जो बिल्कुल भी नहीं बदला है और इस सुपर नोड के लिए नोड्स 2 और 3 में आपके पास कुल चालन नोड 2 को 15 मिलीसीमेंस नोड 3 होने के लिए 1 मिलीसीमेंस और सुपर नोड से अन्य नोड्स में प्रवाहकत्त्व जोड़ने के लिए है ये केवल एक है नोड 1 से 1 मिलीसीमेंस अंत में हमारे पास वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत समीकरण है जो कहता है कि नोड 2 और 3 के बीच वोल्टेज यह वह जगह है जहां हमने नियंत्रण वोल्टेज स्रोत को Vx के बराबर किया है जो V 1 V 2 है इसलिए यदि आप इसे सरल बनाते हैं हमें V 1 2 V2 V 3 0 मिलेगा इसलिए आपके पास 1 2 और 1 है और हमारे पास अज्ञात वेक्टर और स्रोत वेक्टर यहाँ 65 मिलिअम्प्स है कुल करंट को सुपर नोड में धकेला जा रहा है जो कि है 65 26 91 मिलिअम्प्स अंत में आखिरी वाला वोल्टेज नियंत्रण वोल्टेज स्रोत समीकरण से बहुत दूर है कि हम केवल 0 होंगे जो यहां से दाहिने हाथ की ओर है तो हमेशा की तरह हमारे पास जी मैट्रिक्स × अज्ञात वेक्टर स्रोत वेक्टर के बराबर है और जी इस मामले में उलटा है यह जी उलटा है और स्रोत वेक्टर के साथ गुणा करके हम सभी नोड वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं और इस मामले में आप हैं नोड 3 पर वोल्टेज के लिए पूछें और यह पता चलेगा कि 46 वोल्ट